अब हम देखेंगे कि उन अनुप्रयोगों में जिनमें बैटरी का इस्तेमाल होता है पीवी साइजिंग किस प्रकार की जा सकती है हम उन प्रयोगों में पीवी साइजिंग पहले ही देख चुके हैं जिनमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता है बैटरी का इस्तेमाल होने पर वे क्या संशोधन एवं विस्तारण होंगे जो हमें पीवी पैनल के साइज का चयन करने के लिए करने होंगे इसके लिए सबसे पहले हमें लोड प्रोफाइल ज्ञात करना होगा यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होगा क्योंकि इससे हमें पीवी साइजिंग तथा बैटरी के लिए भी वाट ऑवर आवश्यकता की संपूर्ण तस्वीर का पता चलेगा लोड प्रोफाइल से तात्पर्य यह देखना है कि संपूर्ण दिवस के लिए तथा दिन के भिन्न भिन्न समय पर लोड के प्रकार क्या हैं इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें x अक्ष पर समय घंटों में 0 से 24 घंटों तक अर्थात यहां 600 एएम am यहां 12 नून यहां 600 पीएम pm तथा यहां 12 मिडनाइट होगा प्रारंभिक बिंदु भी 12 मिडनाइट होगा इस प्रकार रात्रि में 0 से 600 एएम am तथा उसके पश्चात 600 एएम am से 12 नून 12 नून से 600 पीएम pm तथा 600 पीएम pm से 12 मिडनाइट तक दिन के 24 घंटे हो जाते हैं हम संपूर्ण दिन को दो भागों में विभाजित करेंगे एक भाग वह होगा जिसमें पीवी पैनल लोड के अनुपूरक के रूप में कार्य करेगा अर्थात सोलर पीवी पैनल तथा बैटरी संयुक्त रूप से लोड को पावर प्रदान करेंगे या तो बैटरी प्रमुख होगी तथा पीवी पैनल बैटरी के अनुपूरक के रूप में कार्य करेगा या फिर उच्च इन्सोलेशन की स्थिति में पीवी पैनल प्रमुख होगा तथा बैटरी अनुपूरक के रूप में कार्य करेगी दोनों ही स्थितियों में पीवी पैनल तथा बैटरी दोनों ही सक्रिय होंगे इसे हम डे लोड कहेंगे एक दूसरा प्रकार नाइट लोड होगा नाइट लोड की स्थिति में पीवी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोई इंसोलेशन नहीं होने से पीवी का योगदान शून्य होगा इसलिए सारा लोड बैटरी के द्वारा ही वहन किया जाएगा लगभग 700 एएम am से 500 पीएम pm तक के समय को हम डे लोड मान सकते हैं कभी कभी 600 एएमam पर भी सूर्योदय हो रहा होगा परंतु इस समय हो सकता है कि पर्याप्त इन्सोलेशन प्राप्त ना हो यही बात उस समय के लिए भी कही जा सकती है जबकि सूर्यास्त हो रहा हो इसलिए 700 एएम am से 500 पीएम pm तक के लोड को हम डे लोड मान सकते हैं तथा बचे हुए समय को अर्थात 12 मिडनाइट से सूर्योदय तक तथा सूर्यास्त से 12 मिडनाइट तक नाइट लोड टाइम माना जाएगा अतः समय के इस भाग को जो हम यहाँ दर्शा रहे हैं हम वह भाग कहेंगे जबकि डे लोड होता है तथा यहां दर्शाए इस भाग को तथा इस भाग को भी नाइट लोड भाग कहेंगे अर्थात इस समय जो भी लोड होगा वह नाइट लोड माना जाएगा एक दिए गए अनुप्रयोग के लिए संपूर्ण दिन की लोड प्रोफाइल प्राप्त कर लेने पर हमें इस भाग में होने वाले लोड के लिए वाट आवर की आवश्यकता होगी हमें उस भाग के लिए भी वाट आवर प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जबकि नाइट लोड होता है हमें पीक लोड करंट प्राप्त करने की भी आवश्यकता होगी जो बैटरी डिजाइन के लिए उपयोगी होता है इसे हम ILM अर्थात I लोड मैक्स से निरूपित करेंगे हमें संपूर्ण दिन के लिए एवरेज लोड करंट की भी आवश्यकता होगी यह भी बैटरी के डिजाइन में सहायक है इसे हम IL से निरूपित करेंगे इस तरह ये मापदंड ILM तथा IL तथा निश्चित ही लोड की वाट आवर आवश्यकता बैटरी की डिजाइन के लिए उपयोग किए जाएंगे दिन और रात की वाट आवर आवश्यकता का उपयोग हम पीवी पैनल की साइजिंग के निर्धारण में करेंगे लोड प्रोफाइल के निर्धारण को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं मान लेते हैं कि कुल तीन लोड हैं लोड 1 दिन और रात निरंतर बना रहने वाला 48 वाट का लोड है अर्थात यह दिन के प्रत्येक समय में रहता है तथा इसे निरंतर 48 वाट पावर की आवश्यकता होती है अब मान लेते हैं कि लोड 2 एक वाटर पंपिंग डिवाइस है इसे दिन में तीन बार 1 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है एक बार सूर्योदय के पहले एक बार दोपहर में तथा एक बार सूर्यास्त के पश्चात इस लोड के लिए एवरेज रनिंग करंट 24 वोल्ट डीसी पर 4 एंपियर है तो यह लोड 2 का लक्षण है ध्यान दें लोड 1 भी 24 वोल्ट डीसी पर कार्य कर रहा है अर्थात यह दिन और रात निरंतर जारी रहने वाला 48 वाट का लोड 24 वोल्ट डीसी पर कार्य कर रहा है इसे भी यहां लिख लेते हैं इस प्रकार लोड 1 तथा लोड 2 दोनों के लिए वोल्टेज भी निश्चित कर दिया गया है अब लोड 3 को लेते हैं यह प्रत्येक 2 घंटे में 6 मिनट के लिए लगने वाला 3 एंपियर लोड है जो 24 वोल्ट डीसी पर कार्य करता है अर्थात इसे पूरे दिन हर 2 घंटे के नियमित अंतराल पर 6 मिनट के लिए चालू किया जाता है अब हम लोड प्रोफाइल के लिए xy कोऑर्डिनेट बनाते हैं x अक्ष पर समय को घंटों में दर्शाया गया है इसे हम इस तरह से चिह्नित कर लेते हैं 600 एएम am 12 नून 600 पीएम pm तथा 12 मिडनाइट निश्चित ही y अक्ष पर वाट लोड वाट को दर्शाया गया है अब लोड 1 को चिह्नित कर लेते हैं यह 48 वाट है अर्थात यह लोड 1 से संबंधित है तो यह 48 वाट है और यह संपूर्ण क्षेत्रफल 48 वाट x 24 घंटे इस लोड 1 के द्वारा एक दिन में उपयोग किए गए कुल वाट ऑवर होंगे अब इस भाग को हम डे लाइट जोन अथवा डे लोड जोन के रूप में चिह्नित कर लेते हैं यह लगभग प्रातः 700 एएम am से सायं 500 पीएम pm तक का समय है इन 10 घंटों के समय में हम मानते हैं कि पीवी पैनल सक्रिय रहता है तथा लोड को एनर्जी प्रदान करता है अवश्य ही इस समय बैटरी भी लोड को एनर्जी प्रदान करते रह सकती है और इस समयावधि में हम कहते हैं कि यह नाइट लोड है यहाँ भी यह नाइट लोड है जिसमें कि सिर्फ बैटरी ही लोड को एनर्जी प्रदान करती है इस प्रकार यह लोड 1 का विवरण है अब हम लोड 2 को देखते हैं जो कि एक वाटर पंप है जिसे दिन में तीन बार 1 1 घंटे के लिए एक बार सूर्योदय से पूर्व एक बार दोपहर में तथा एक बार सूर्यास्त के पश्चात चालू किया जाता है इसके लिए करंट का मान 4 एंपियर है इस प्रकार 4 एंपियर गुणित 24 अर्थात 96 वाट पावर का उपयोग किया जाता है इसे भी दर्शा देते हैं मान लेते हैं कि यह 1 घंटे की समयावधि है तथा यह ऊंचाई 96 वाट है यह सूर्योदय से पूर्व है इसी प्रकार एक दोपहर में तथा एक सूर्यास्त के बाद होगा इस प्रकार इन तीन रेक्टेंगल के द्वारा जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 96 वाट तथा चौड़ाई अथवा समयावधि एक घंटा है लोड 2 को दर्शाया जाता है इस प्रकार प्रत्येक रैक्टेंगल 96 वाट ऑवर दर्शाता है अब लोड 3 को लेते हैं लोड 3 एक 3 एंपियर का लोड है जिसे हर 2 घंटे में 6 मिनट के लिए उपयोग किया जाता है अर्थात यह पूरे दिन में बँटा हुआ है इसलिए आप यहां इस तरह स्पाइक के समान रेखाएं देखेंगे मैं इन रेखाओं को पूरे ग्राफ पर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इससे ग्राफ का रूप बिगड़ जाएगा स्पाइक के समान दिखने वाली प्रत्येक रेखा 72 वाट को 6 मिनट के लिए दर्शाती है और इसकी पूरे दिन प्रत्येक 2 घंटे में पुनरावृत्ति होती है अब हम डे तथा नाइट लोड की गणना करते हैं पहले हम डे लोड को लेते हैं हमने डे टाइम को 700 एएम am से 500 पीएम pm तक माना है बेशक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अक्षांशों पर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अलग अलग होंगे इसका आपको ध्यान रखना चाहिए तो हमारे पास यह 10 घंटों का समय है जिसे हम डे लोड का समय मानेंगे वे कौन कौन से लोड हैं जो दिन के इस समय में होंगे लोड 1 के कारण होने वाले वाट ऑवर 48 x 10 होंगे क्योंकि इस लोड में 48 वाट की आवश्यकता लगातार 10 घंटे तक होती है इसके अलावा लोड 2 जोकि वाटर पंप लोड है के कारण होने वाले वाट आवर 96 x 1 होंगे क्योंकि इस लोड की आवश्यकता 1 घंटे की समयावधि में 96 वाट है तथा दिन के समय में यहां ऐसा केवल एक ही रैक्टेंगल है इसके अतिरिक्त लोड 3 के कारण 72 वाट की स्पाइक के समान रेखाएं होंगी प्रत्येक रेखा की अवधि 6 मिनट होगी आप देखेंगे कि 700 एएम am से 500 पीएम pm तक की अवधि में प्रत्येक 2 घंटे में एक रेखा लेने पर ऐसी कुल पांच रेखाएं होंगी इस प्रकार 72 गुणित 6 बटा 60 गुणित 5 क्योंकि इस लोड की पुनरावृत्ति 5 बार हो रही है यहां मैंने इकाइयों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए मिनटों को घंटों में परिवर्तित कर लिया है इनको मिलाकर जब आप गणना करते हैं तो आप पाते हैं 80 वाट आवर 96 वाट आवर 36 वाट आवर जो कुल 612 वाट आवर होता है इस तरह डे लोड 612 वाट आवर होगा अब हम नाइट लोड की गणना करते हैं नाइट लोड बचे हुए समय के लिए होगा तथा इसमें 24 10 अर्थात कुल 14 घंटे होंगे तो अब हम नाइट के वाट आवर की गणना करें जो 48 x 14 96 x 2 72 x 660 x 7 होगा चूँकि प्रत्येक 2 घंटे में 72 वाट की एक स्पाइक प्राप्त होती है इस प्रकार कुल 12 स्पाइक होंगी इनमें से 5 डे लोड में ली जा चुकी हैं अतः बची हुई 7 नाइट लोड में ली जाती हैं इस प्रकार जब आप गणना करते हैं तो आप पाते हैं 672 वाट ऑवर 192 वाट ऑवर 504 वाट ऑवर इस प्रकार कुल 9144 वाट ऑवर का नाइट लोड आप प्राप्त करते हैं अब हम पीक लोड करंट की गणना करते हैं लोड 1 के कारण पीक लोड करंट 48 वाट बटा 24 वोल्ट होगा इसी तरह लोड 2 तथा लोड 3 के कारण पीक लोड करंट क्रमशः 96 वाट बटा 24 वोल्ट तथा 72 वाट बटा 24 वोल्ट होगा इस प्रकार पीक लोड करंट लोड 1 के कारण 2 एंपियर लोड 2 के कारण 4 एंपियर तथा लोड 3 के कारण 3 एंपियर प्राप्त होता है जो कुल मिलाकर 9 एंपियर है यह सबसे बुरी स्थिति है क्योंकि इसमें तीनों लोड एक साथ पीक लोड करंट की स्थिति को प्राप्त होते हैं अर्थात इस स्थिति में बैटरी को 2 एंपियर 4 एंपियर 3 एंपियर एक साथ प्रदान करने होते हैं किंतु आप लोड का प्रबंधन कर सकते हैं आप लोड प्रबंधन इस प्रकार कर सकते हैं कि सभी की पीक लोड करंट आवश्यकता ओवरलैप ना करे जैसे दिए गए उदाहरण के लिए लोड 2 तथा लोड 3 का ओवरलैप टाला जा सकता है क्योंकि लोड 2 के लिए इतना ही कहा गया है कि इसे सूर्योदय के पूर्व होना चाहिए इसलिए आप यह हमेशा सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये दोनों लोड ओवरलैप ना करें उस स्थिति में कुल अधिकतम पीक लोड करंट 6 एंपियर होगा अर्थात जब लोड 2 तथा लोड 3 ओवरलैप ना करें तो अधिकतम पीक लोड करंट जो बैटरी को डिस्चार्ज करना होगा 6 एंपियर होगा अब हम एवरेज लोड करंट की भी गणना करेंगे क्योंकि यह बैटरी के एंपियर आवर का मान निकालने के लिए जरूरी है इसे हम ड्यूटी रेशो के आधार पर ज्ञात करेंगे लोड 1 के कारण 2 एंपियर दिन के पूरे 24 घंटों के लिए अर्थात 2 x 2424 लोड 2 के कारण 4 एंपियर दिन में 3 बार 1 1 घंटे के लिए अर्थात 4 x 324 तथा लोड 3 के कारण 3 एंपियर दिन में 12 बार 6 6 मिनट के लिए अर्थात 3 x 660 x 1224 कुल मिलाकर पूरे दिन के लिए बैटरी का एवरेज डिस्चार्ज करंट 2 एंपियर 05 एंपियर 015 एंपियर अर्थात कुल 265 एंपियर होगा यदि पीवी पैनल की सहभागिता न हो यदि बैटरी को अकेले ही संपूर्ण लोड को पूरे दिन के लिए सप्लाई देना हो